सभी को नमस्कार हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिजाइन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिजाइन पर चर्चा कर रहे हैं और पिछली कक्षाओं में हमने उदाहरण के साथ देखा था समस्या विवरण को परिभाषित करने में स्टेट ट्रांजिशन आरेख कैसे प्रयुक्त होता है फिर उस स्टेट ट्रांजिशन आरेख से हम लॉजिक सर्किट पर आए तो आज हम समस्या विवरण को प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका देखेंगे जो एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन चार्ट ए एस एम चार्ट है और हम देखेंगे कि इसके मूल अवयव क्या है और मीली मॉडल और मूर मॉडल के लिए ये ए एस एम चार्ट कैसे दिखते हैं अब जैसा कि आप नाम से ही समझते हैं एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन चार्ट कुछ ऐसा है जो एल्गोरिथ्म से जुड़ा है जैसे हम कोड या सूडो कोड लिखते हैं यह एक फ्लोचार्ट की तरह प्रदर्शन है अब क्यों इसकी क्या उपयोगिता है तो यदि आपने एक स्टेट ट्रांजिशन आरेख ध्यान दिया है वह जो हमने उदाहरण के लिए लिया हैतो हर स्टेट के लिए इनपुट के आधार पर हमारे पास दूसरे स्टेट पर जाने के रास्ते है ठीक है तो यदि यहां उन उदाहरणों में 1 इनपुट है मानाa माना 0 से 0 यह यहां था और 0 से 0 यह यहां था और फिर 1 आउटपुट 0 था यह b पर जा रहा था ठीक है इस प्रकार की चीज थी अब कल्पना करो यदि एक इनपुट की जगहयहां दो इनपुट हो तो स्थिति क्या होगी तब स्थिति कुछ ऐसी होगी कि a से b से ऐसी 4 शाखाएं बाहर आ रही है ऐसी 4 शाखाएं बाहर आ रही है और सर्किट स्टेट ट्रांजिशन आरेख बहुत जटिल होगा और इसे पढ़ना और इससे कुछ बनाना असुविधाजनक होगा और यदि इनपुट भी ज्यादा हो तो आप 3 इनपुट के लिए समझ सकते हैं यहां एक विशेष स्टेट से 8 ऐसे रास्ते बाहर आ रहे होंगे ठीक है तो एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन अधिक पठनीय प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है यह फ्लोचार्ट की तरह थोड़ा लंबा प्रदर्शन हो सकता है लेकिन यह पढ़ने में आसान है और इससे सराहनीय बनाना आसान है अब मूल अवयव क्या है

यदि सिक्का जमा किया गया है तो यह या तो स्टेट b या स्टेट c में है तो हम प्रत्येक स्टेट की जांच करेंगे तो यदि यह स्टेट b पर है माना इसके तुरंत पहले 5 रुपए जमा हुए हैं इसलिए यह स्टेट b पर है ठीक है तो हम इस रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं इस रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं आप यहां आए हैं ठीक अब जैसा हमने कहा था मानवीय प्रतिक्रिया मशीन क्लॉक से धीमी है यही यहां उम्मीद की गयी है सामान्यतः यही आप देखेंगे ठीक है तो अगला सिक्का जमा करने से पहले यहां उत्पाद प्राप्त करने की स्थिति होगी तो यह पाएगा कि कोई और सिक्का जमा नहीं किया गया है पहले का सिक्का जो जमा किया गया है वह जा चुका है उसे निश्चित ही उस विशेष जगह में ले जाया गया है जहां सेंसिंग क्रियाविधि है ठीक है तो यह 0 है I 0 के बराबर है तो इसका मतलब कोई सिक्का जमा नहीं हुआ है तो क्या होगा यह स्टेट b पर रहेगा और कोई उत्पाद नहीं दिया जाएगा ठीक या कोई सिक्का वापस नहीं होगा यह आप यहां देखते हैं X 0 के बराबर है और Y 0 के बराबर है लेकिन स्टेट b पर यदि I 1 के बराबर है इसका मतलब एक सिक्का जमा हुआ है तब वहां तो दो विकल्प है J 0 के बराबर के लिए और J 1 के बराबर के लिए दो चीजें होंगी ठीक है अब यदि J 0 के बराबर है इसका मतलब पहले वहां 5 रुपए था और दूसरा 5 रुपए प्राप्त हुआ है इसलिए 10 रुपए अभी भी यह उत्पाद देने की स्थिति नहीं है तो X 0 के बराबर या Y 0 के बराबर या 5 रुपए निश्चित ही यह 20 रुपए नहीं पहुंचा है ठीक है तो 5 रुपए और 5 रुपए अब यह 10 रुपए है इसलिए इसे स्टेट c पर जाना होगा स्टेट c बताता है 10 रुपए प्राप्त हुए हैं है ना और स्टेट b पर जब वहां 5 रुपए थे यदि I 1 के बराबर है और J 1 के बराबर है इसका क्या मतलब है 5 रुपए और 10 रुपए प्राप्त हुए हैं ठीक है तो यह स्थिति उत्पाद देने की है इसलिए X 1 के बराबर है और Y 0 के बराबर है और उसके बाद हम क्या करेंगे मशीन क्या करेगी तो मशीन अपनी प्रारंभिक स्टेट पर वापस जाएगी ठीक है अगली बार वही ग्राहक या दूसरा ग्राहकउचित धनराशि जमा करता है एक और उत्पाद दिया जा सकता है इसीलिए यह स्टेट a पर लिखा है क्या यह ठीक है तो अब हम जांच करेंगे कि क्या होता है जब यह स्टेट c पर है तो जब यह स्टेट c पर है इसका मतलब अब तक 10 रुपए जमा हुए हैं फिर से अगला सिक्का जमा होने से पहले वहां स्थितियां हो सकती है उस विशेष जगह पर कोई सिक्का नहीं सेंस हुआ है जहां सिक्का जमा होने के बाद जा रहा है ठीक है इसलिए यह I 0 सेंस हुआ है तो कोई उत्पाद नहीं दिया गया है और यह स्टेट c पर रह रहा है और यह I 1 के बराबर है तब या तो 5 रुपए है या 10 रुपए जमा हुए हैं जो कि J पर निर्भर करता है फिर से J पर आधारित एक निर्णय लेना है यदि J 0 है इसका क्या मतलब है 5 रुपए जमा हुए हैं तो 10 रुपए वहां थे और 5 रुपए तो 15 रुपए प्राप्त हुए हैं ठीक है इसलिए उसी क्लॉक चक्र में X को 1 के बराबर करके और Y को 0 के बराबर करके उत्पाद X दिया जा सकता है और यह स्टेट a पर जाता है लेकिन स्टेट c पर चाहे आप 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए और 5 रुपए जमा करके जाते हैं उसके बाद आप एक 10 रुपए का सिक्का जमा कर रहे हैं क्रम से फर्क नहीं पड़ता c से यदि आप पाते हैं कि 10 रुपए का सिक्का जमा हुआ है तो इन सिक्कों का कुल मूल्य क्या है